अब हम परिपथों में विद्युत तत्वों को देखेंगे एक विद्युत तत्व में कम से कम दो टर्मिनल होते हैं और जो टर्मिनल होते हैं वे मूल रूप से ऐसे बिंदु होते हैं जिनमेंधारा प्रवाहित हो सकता है तो सामान्य तत्व को एक बॉक्स द्वारा दर्शाया जाता है जिसमें दो तार इस तरह चिपके रहते हैं इसलिए यह टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 है और इस टर्मिनल के माध्यम से एक धारा प्रवाहित हो सकता है और हम टर्मिनलों के किसी भी जोड़े में वोल्टेज को मापते हैं इस मामले में हमारे पास केवल एक जोड़ी टर्मिनल है और हमारे पास केवल एक वोल्टेज है जिसे मापा जा सकता है और मुख्य बिंदु यह है कि हमारे लिए हम केवल V और I के बीच के संबंधों के साथ काम करेंगे जो कि टर्मिनलों के बीच V है और मैं उन टर्मिनलों से गुजर रहा हूं जो हमारे लिए काफी अच्छे हैं हमें आंतरिक विवरणों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है तत्व को डिजाइन करने के लिए आंतरिक विवरण की आवश्यकता होती है लेकिन सर्किट विश्लेषण के लिए नहीं अब निश्चित रूप से हमारे पास दो से अधिक टर्मिनलों वाले विद्युत तत्व हो सकते हैं हमारे पास इस तरह का एक तत्व हो सकता है जिसमें तीन टर्मिनल हैं हमारे पास उन तीनों में धाराएं जा सकती हैं और हम उन दो टर्मिनलों के बीच वोल्टेज को भी माप सकते हैं अब जल्द ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि यदि हमारे पास एन टर्मिनल तत्व है तो एन माइनस 1 स्वतंत्र वोल्टेज और धाराएं हैं अब एक विद्युत परिपथ क्या है यह मूल रूप से तत्वों का एक अंतर्संबंध है जैसे कि तत्वों का कम से कम एक लूप होता है मैं इसे दो टर्मिनल तत्वों के उदाहरणों के साथ दिखाऊंगा ताकि हमारे पास कुछ घटक हो सकें आइए इस बारे में चिंता न करें कि यह घटक इस समय क्या हैं इसलिए हमारे यहां कई घटक जुड़े हो सकते हैं एक लूप कुछ ऐसा है जहां आप एक नोड से शुरू करते हैं और आप तत्वों का पता लगाते हैं और किसी भी तरह से आप कई तत्वों से गुजर सकते हैं और वापस उसी नोड पर आ जाएं और नोड क्या है यह दो या दो से अधिक तत्वों के अंतर्संबंध के रूप में एक बिंदु है अब इलेक्ट्रिकल सर्किट की यह परिभाषा क्या है हमने कहा कि हमारे पास कम से कम एक लूप है ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सर्किट में कुछ दिलचस्प व्यवहार करना चाहते हैं अगर मेरे पास ऐसा सर्किट है मुझे केवल एक तत्व लेने दें कोई लूप नहीं है आप जल्द ही देखेंगे कि इसमें धारा शून्य होगा इसलिए यह बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं है और यह केवल एक तत्व नहीं है आप उनमें से कई को एक साथ श्रृंखलाबद्ध कर सकते हैं फिर भी अगर कोई लूप बिल्कुल नहीं बनता है तो इसके माध्यम से धारा शून्य होगा मूल रूप से ये सर्किट बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं हैं सर्किट में कुछ दिलचस्प व्यवहार करने के लिए आपको कम से कम एक लूप की आवश्यकता होती है नोड दो या दो से अधिक तत्वों के परस्पर संबंध का बिंदु है और लूप तत्वों से युक्त एक बंद पथ है अब ये सभी महत्वपूर्ण अवधारणाएँ हैं जब हम बाद में परिपथों के विश्लेषण पर जाते हैं अब इसने कहा कि नोड का बिंदु है इसलिए इसका मतलब यह नहीं है कि यह भौतिक रूप से एक बिंदु के रूप में खींचा गया है और यह इस तरह आकर्षित हो सकता है मुझे इस प्रकार का एक सर्किट बनाने दें और जहां तक हमारा संबंध है तारों का कोई प्रतिरोध नहीं होगा चाहे हमारे सभी तार आदर्श हों यानी उनकी आदर्श समान क्षमता है अब यह पूरी बात यहाँ जो इस तत्व के अंतःसंबंध का बिंदु है यह तत्व और वह तत्व एक नोड है तो यह पूरी चीज का नोड है एक सिंगल नोड है